नमस्कार NPTEL पाठ्यक्रम परिचय के हमारे तीसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है इसलिए पिछले दो वर्गों में मैंने मोटे तौर पर इस बात का परिचय दिया है कि मेकेनोबायोलॉजी क्या है और इसके विभिन्न पहलू क्या हैं कितने क्षेत्र मेकेनोबायोलॉजी की हमारी समझ में योगदान कर सकते हैं और जैविक प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में भौतिकी या भौतिक बलों के महत्व का इसलिए पिछली कक्षा में हमने एक तम्बू के रूप में कोशिका की कल्पना करने की इस अमूर्तता का परिचय दिया इसलिए और मैंने यह सवाल पूछा कि इस तरह के तम्बू की स्थिरता बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होंगी इसलिए मैं एक बार यहां बताना चाहूंगा कि यह अनुरूपता उन सुसंगत कोशिकाओं पर लागू होती है जो कि बने रहते हैं जो उनके सब्सट्रेट का पालन करते हैं यह सादृश्य लाल रक्त कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं के लिए काम नहीं करेगा जो लगातार रक्तप्रवाह के भीतर घूमती हैं और वास्तव में पालन नहीं करती हैं तो हमने कहा कि चार चीजें हैं जो सेल संरचना को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं एक बिल्कुल चंदवा है तो जो कि प्लाज़्मा झिल्ली के समान जैविक समतुल्य है यह बाहर से अंदर को अलग करता है यह एक चुनिंदा पारगम्य अवरोधक के रूप में कार्य करता है हालाँकि यह आवश्यक पोषक तत्वों को स्थानांतरित करता है जो सेल से बाहर फेंकने के लिए जो भी आवश्यक होता है उसे उत्सर्जित करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिग्नल ट्रांसडक्शन में भाग लेता है तो यह संकेत पारगमन प्रोटीन द्वारा मध्यस्थता है जो प्लाज्मा झिल्ली पर मौजूद होते हैं कई प्रोटीन होते हैं जिनमें से कुछ ट्रांसमिम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं और हमने संक्षेप में उन इंटीग्रेंस के बारे में बात की जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसमेंब्रेन प्रोटीन हैं जो कोशिका के अंदर से जुड़ते हैं सेल के बाहर लेकिन अन्य प्रोटीन होते हैं जो या तो झिल्ली के बाहरी पत्रक पर होते हैं या झिल्ली के आंतरिक पत्रक में तो प्रोटीन जो झिल्ली के बाहरी पत्रक में होते हैं संभवतः बाह्य अणुओं के साथ बातचीत करते हैं जबकि झिल्ली के आंतरिक पत्रक में प्रोटीन कोशिका के भीतर प्रोटीन के साथ बातचीत करेंगे तो और प्लाज्मा झिल्ली के बाद साइटोस्केलेटन आता है यह मुख्य तत्व है जो कोशिका की संरचना को बनाए रखता है और यह सिर्फ माउस भ्रूण फाइबरग्लास की कुछ छवियां हैं जिन्हें फिलामेंटस एक्टिन के लिए जांचा गया है और आप इसे अच्छा देखते हैं तो इन तंतुओं को तनाव फाइबर कहा जाता है जो पूरे कोशिका शरीर को फैलाते हैं और वास्तव में कोशिका के आकार में योगदान या सक्रिय रूप से नियंत्रित करते हैं अब एक बात मैं फिर से बताना चाहूंगा कि यह एक स्थिर तस्वीर है इसलिए यह उन गतिशीलताओं पर विचार नहीं करता है जो लगातार कोशिकाओं में जा रहा है जैसा कि हमने एक फिल्म में देखा था जिसे मैंने लाइफएक्ट के साथ ट्रांसफ़ेक्ट सेल में चलाया था तो साइटोस्केलेटल न केवल कोशिका के आकार को बनाए रखने के लिए आवश्यक है बल्कि गतिशीलता में बनाए रखने या सहायता करने के लिए भी है जिसका मतलब होगा कि आपको आकार बदलने की लगातार आवश्यकता होती है या दूसरे शब्दों में यह साइटोसस्केलेटन की असेंबली और डिससेंबली द्वारा मध्यस्थता है तो तीन प्रोटीन नेटवर्क हैं जो साइटोस्केलेटन एक्टिन फिलामेंट्स माइक्रोट्यूबुल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का गठन करते हैं तो हम संक्षेप में इन साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स और उनके गतिशीलता पर बाद में स्पर्श करेंगे तो कोशिका के बाहर मजबूत आधार जिस पर सेल बाकी है बाह्य मैट्रिक्स यह न केवल ऊतकों के लिए संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है यह मचान के रूप में कार्य करता है जिस पर कोशिकाएं बैठती हैं और फिर यह और ECM इन कोशिकाओं को एकीकृत करता है कार्यात्मक अंगों में लेकिन यह आसंजन और इसके अनुक्रमकों को विभिन्न रासायनिक अणुओं और विकास कारकों का समर्थन करता है जो या तो नेटवर्क के भीतर लिंक किए जा सकते हैं या मैट्रिक्स पर adsorbed हो सकते हैं और अंत में हमने फोकल आसंजनों के बारे में बात की इसलिए मैं उन्हें गतिशील वेल्ड कहता हूं क्योंकि वे स्थिर नहीं हैं इसलिए आसंजनों का विशिष्ट समय स्केल मिनटों के क्रम में हो सकता है तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के सेल को देख रहे हैं इसलिए यहां मैं एक बिंदु का उल्लेख करना चाहूंगा यहां तक कि प्रोटीन के लिए भी है जो फोकल आसंजनों पर स्थानीयकरण करते हैं यह नहीं है कि प्रोटीन भाग का सौ प्रतिशत फोकल आसंजनों पर स्थानीयकरण है तो जो धुंधलापन आप यहाँ देखते हैं फोकल आसंजनों का धुंधला जो इतना कुरकुरा होता है वास्तव में प्रकाश के साथ कोशिकाओं का इलाज करके सेल को निर्बाध रूप से निष्क्रिय करके फोकल आसंजन प्रोटीन के सभी साइटोप्लास्मिक पूल को हटाने के लिए प्राप्त होता है और फिर यह जो रहता है वह ये है प्रोटीन जो कि अघुलनशील अंश का गठन करते हैं और जिन्हें सक्रिय रूप से इन कोशिकाओं के भीतर फोकल आसंजनों पर भर्ती किया जाता है तो दूसरे शब्दों में आपके पास एक साइटोप्लाज्मिक पूल और एक फोकल आसंजन पूल है और आप प्रोटीन के सापेक्ष अंश की जांच कर सकते हैं जो कि इस प्रयोग को करने से साइटोप्लाज्म में फोकल आसंजन बनाम स्थानीयकरण होता है जिसमें आप या तो इलाज करते हैं साइटोप्लाज्मिक पूल को हटाने के लिए एक पारगम्य एजेंट के साथ कोशिकाओं का इलाज करते हैं या फिर शेष भाग को एकत्र करते हैं जो आपको फोकल आसंजनों का केंद्र आसंजन प्रदान करेगी दूसरी बात जो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं वह यह है कि आसंजनों का आकार और कोशिका के प्रति आसंजनों की औसत संख्या दो चर हैं जो यह तय करेंगे कि कोशिकाओं को कैसे स्थिर किया जाए या कोशिकाओं को कैसे मजबूती से जोड़ा जाए कोई उन परिस्थितियों में अपेक्षा करेगा जहां सेल को विशेष रूप से पालन किया जाना चाहिए क्योंकि आपके पास सेल परिधि पर सभी प्रमुख फोकल आसंजन नहीं हैं लेकिन आपके पास ये आसंजन भी हैं जो आकार में बहुत बड़े हैं इसलिए जिन कोशिकाओं में हम यहां उदाहरण के लिए साफ किए गए हैं प्रतिरक्षा कोशिकाओं में जो लगातार पलायन कर रहे हैं ये आसंजन बहुत कम विकसित हैं और आकार में बहुत छोटे हैं इसलिए बाद में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि फोकल आसंजन की गतिशीलता कैसे प्राप्त की जाती है और वे कौन से खिलाड़ी हैं जो इस गतिशीलता में भाग लेते हैं अंतिम बात आसंजन टर्नओवर है और यही वह है जो मुझे माइग्रेट करने के लिए गतिशील वेल्ड के इस शब्द को लाता है कोशिकाएं आसंजन बनाने के लिए रखती हैं और आसंजन तोड़ने के लिए पीछे होती हैं यह एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो आप अपने पहले पैर को आगे रखते हैं आप अपने आप को स्थिर करते हैं जो एक फोकल आसंजन बनाने के बराबर है और आप अपने पिछले पैर को नापसंद करते हैं ताकि आप फिर से इसे आगे ला सकें तो इसे आसंजन टर्नओवर कहा जाता है और आसंजन टर्नओवर को ट्रैक करने के लिए आप अधिमानतः जीवनशैली प्रयोग करेंगे जहां आप कुछ फ्लोरोसेंट फोकल आसंजन प्रोटीन के साथ कोशिकाओं को स्थानांतरित करेंगे और फोकल आसंजन पर इसके स्थानीयकरण को ट्रैक करेंगे तो संक्षेप में यह जानकारी प्रदान करेगा कि आसंजन आकार कैसे बढ़ रहा है और फिर सिकुड़ रहा है और वहां से आप टर्नओवर दर का पता लगा सकते हैं तो ये चार प्राथमिक निकाय हैं जो सेल को स्थिर करने के लिए सेल आकार को विनियमित करते हैं हमने पिछली कक्षा में भी इसे देखा है कि यह कैसे पता चलता है कि रासायनिक संकेतों बनाम यांत्रिक संकेतों का लाभ क्या है और एक संकेत के समय पैमाने पर नाभिक तक पहुंच जाता है जो कि यांत्रिक रूप से साइटोसकेलेटन के माध्यम से रासायनिक संकेत की तुलना में तेजी के तीन क्रम हो सकते हैं प्रसार जहां अणुओं को नाभिक तक पहुंचने के लिए साइटोप्लाज्म के माध्यम से फैलाना होता है और मैकेनिकल सिग्नल के प्रसार के मामले में यह तेजी से प्रसार साइटोस्केलेटल नेटवर्क द्वारा मध्यस्थता है जो एक छोर पर अणुओं से जुड़ी होती है जैसे कि इंटीगिंस जो कोशिकाओं के बाहर को अंदर से जोड़ते हैं इसलिए जैसा कि यह चित्र बताता है कि इंटीग्रिन बाहर की तरफ बाह्य मैट्रिक्स से जुड़ रहे हैं और वे फोकल आसंजनों के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो इंटीग्रिंस का यह हिस्सा फोकल आसंजनों का हिस्सा है जो सक्रिय नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और अंततः मध्यवर्ती साइटोस्केलेटल मध्यवर्ती रेशा नेटवर्क के माध्यम से वे नाभिक परमाणु झिल्ली से जुड़े हैं और अंततः इसे डीएनए से जोड़ेंगे तो नाभिक के लिए बल संचरण बहुत तेज है और यही कारण है कि यांत्रिक संकेतों को यह निर्धारित करने में भारी प्रभाव पड़ सकता है कि कोशिकाएं कैसे प्रतिक्रिया दे रही हैं या संवेदन कर रही हैं इसलिए यह हमें यह सवाल पूछने के लिए भी लाता है कि क्या होगा अगर यह संकेत प्रस्ताव या यदि इस नेटवर्क के एक या अधिक तत्व जो बाहर से अंदर की तरफ जुड़ते हैं तो गड़बड़ा जाता है इसलिए मैं एक सरल उदाहरण लेना चाहता हूं कि किस बीमारी का एक रोग है जहां मेकैनोट्रांसेशन का खतरा है तो इस बीमारी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहा जाता है तो कंकाल की मांसपेशी कोशिकाओं में आप आसंजन को एकीकृत करते हैं जो अंदर को जोड़ते हैं तो यह भाग सेल के अंदर का शीर्ष है और यह भाग सेल के बाहर है तो इन्टिग्रेशन के लिए आसंजन में जो कोशिका के अंदर से बाहर तक को जोड़ता है आपके पास यह एक अन्य प्रणाली है जिसे डिस्ट्रोग्लीकैन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है जो सेल के बाहर को सेल के अंदर से भी जोड़ता है और डिस्ट्रोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स के माध्यम से इस प्रोटीन में डाइस्ट्रोफिन कहा जाता है जो मनुष्यों में सबसे बड़ा प्रोटीन है जो डिस्ट्रोफिक ग्लाइकेन कॉम्प्लेक्स को अनुकूलन करने वाले साइटोस्केलेटन से जोड़ता है अब यह सामान्य मांसपेशी या विस्तृत प्रकार की मांसपेशी की संरचना है विभिन्न प्रकार की पेशी dystrophies हैं जिनमें से सभी में इस नेटवर्क के एक या एक से अधिक घटकों की गड़बड़ी शामिल है तो आपके पास पेशीय डिस्ट्रोफी का एक हल्का रूप हो सकता है जिसे लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहा जाता है जिसमें डस्ट्रोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स के कई घटक गायब होते हैं तो विशेष रूप से एसजी नामक यह अणु व्यंग्यात्मक के लिए संक्षिप्त रूप है गामा सारकोग्लाइकन है जो कि परिणाम के रूप में गायब है जिसमें अभी भी डायस्ट्रोफिन कैस्क्यूल के माध्यम से साइटोस्केलेटल के कुछ लिंक हैं लेकिन संपूर्ण प्रोटीन नेटवर्क नहीं है आपके पास एक और प्रकार की पेशी डिस्ट्रोफी है जिसे डचेने पेशी डिस्ट्रोफी कहा जाता है जहां संपूर्ण इसलिए क्योंकि डायस्ट्रोफिन जीन का उत्पादन नहीं किया जाता है पूरे डिस्ट्रोग्लीकैन कॉम्प्लेक्स गायब है और इस मामले में लिंकेज केवल इंटीग्रिन के माध्यम से है इसलिए यदि आप देखते हैं तो यह रोग की स्थिति के बदतर और बदतर होने के मामले में है और ड्यूकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सबसे अधिक विघटनकारी है और यह अंततः 15 या 20 वर्ष की आयु तक मृत्यु का कारण बनता है यदि आप साइटोसेलटन से इंटीग्रिन कनेक्शन की संख्या को देखते हैं इसलिए आप इस बात की सराहना करेंगे कि योजनाबद्ध तरीके से ड्रा किया गया है इन इंटीग्रिन कनेक्शनों में से अधिक हैं जो इस मामले में बाहर से अंदर तक लिंक करते हैं और अधिकतम रूप से इस mdx मामले में इस संभावना का सुझाव देते हुए कि यह प्रतिपूरक प्रतिक्रिया हो सकती है जिसे आप सेल द्वारा नियोजित जानते हैं तो यह कहने के बराबर है कि आपके पास दो नेटवर्क हैं एक dystroglycan कॉम्प्लेक्स और एक फोकल आसंजन एकीकृत फोकल आसंजन कॉम्प्लेक्स जो एक साथ बाहर से अंदर तक पहले संचरण को सामूहिक रूप से विनियमित करते हैं इसलिए जिसे जाना गया है वह यह है कि एकीकरण के परिणाम को व्यक्त किया जा रहा है तो यह होगा कि इन रोग संदर्भों में इंटीग्रिन अभिव्यक्ति अधिक होगी तो क्या देखा गया है जब आप इन कोशिकाओं को संवर्धन में देखते हैं तो ये mdx कोशिकाओं या गामा सारकोग्लाइकन कमी कोशिकाओं से बने हल्के ट्यूब हैं तो क्या है जो विशेष रूप से दिलचस्प था ये कोशिकाएं तब भी होती हैं जब ऊतक संवर्धन के भीतर इन विट्रो में सुसंवर्धन होते हैं वे अक्सर इस तरह की आकृति विज्ञान का संकेत देते हैं जो बहुत अधिक एपोप्टोसिस है इस प्रकार का एपोप्टोसिस क्यों होगा और यदि बायोफिजिकल गुणों में कुछ बदलाव होगा तो एक संभावना यह थी कि सेल हमने पहले देखा है कि कोशिकाएं अधिक गुणों को भरने के लिए सब्सट्रेट पर सिकुड़ा बल डालती हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस प्रयोग को करने से जो सिकुड़ा हुआ बल लगता है तो कोशिका को एक तनावग्रस्त स्ट्रिंग के रूप में कल्पना करें जो कई बिंदुओं के माध्यम से सब्सट्रेट से जुड़ा हुआ है तो यह फोकल आसंजनों के बराबर है इसलिए यदि यह प्रणाली टिकाऊ होनी है और यदि आप इस तार में तनाव बढ़ा रहे हैं तो सब्सट्रेट को पर्याप्त रूप से मजबूत होना चाहिए या सेल को सब्सट्रेट के साथ जोड़ने वाले आसंजनों को पर्याप्त मजबूत बनाना होगा तो कि यह तनाव इन तन्य बलों को सब्सट्रेट द्वारा बनाए रखा जाता है तो यह अनुमान लगाने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं कल्पना करें यदि आप एक अभिकर्मक लेते हैं जो इन आसंजनों में से एक पर स्ट्रिंग को काट देता है यदि यह तनाव में था और यह शिथिल है और यही वह है जो इस विशेष परिमाणीकरण से पता चलता है कि इसकी लंबाई कितनी है तो आप कल्पना करते हैं कि आप एक विंदुक के साथ नीचे आते हैं और एक छोर से सेल को छीलते हैं तो आप जो कर रहे हैं उसे छीलकर आप उन आसंजनों को बाधित कर रहे हैं जो एक छोर पर सेल को पकड़े हुए हैं तो आप बलों के इस स्थानीय असंतुलन का कारण बन रहे हैं क्योंकि यदि सिस्टम में तनाव था तो इस प्रणाली को आराम करना चाहिए इसलिए अगर मैं इस लंबाई को समय के रूप में ट्रैक करता हूं और फिर इसकी प्रारंभिक लंबाई को सामान्य कर दिया जाता है तो आपके पास एल है जो एक के मूल्य से शुरू होता है जो प्रारंभिक लंबाई से है और यह धीरे धीरे गिरता है इसलिए कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि यह सुझाव देते हुए कि दूरी में कोई और बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि यह तनाव उस तनाव के कारण है जो सिस्टम में इनबिल्ट था तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि अगर कुछ हद तक आराम करना चाहिए तो प्रणाली में तनाव की मात्रा अधिक थी तो आप इसे बलों को फैलाने की क्षमता कहते हैं फिर सब्सट्रेट पर पूलिंग सिकुड़ना है और जो आप देखते हैं उसकी तुलना मूल प्रकार से की जाती है mdx अधिक सिकुड़ा या उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हो जाता है गामा सारकोग्लाइकन की कमी वाली कोशिकाएं वे अधिक उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हैं इसलिए mdx की तुलना में gsg के लिए सिकुड़न सबसे अधिक है और दोनों C57 कोशिकाओं की तुलना में अधिक सिकुड़ा हुआ है तो इस प्रयोग से पता चलता है कि अस्तित्व क्या है इसलिए mdx में हालांकि रोग बहुत घातक है कोई अस्तित्व की समस्या नहीं है तो अंततः रोगी अंग की विफलता से मर जाते हैं और यह वह स्थिति है जहां सिकुड़न या बल जो कोशिकाएं फैल रही हैं वे आसंजनों द्वारा यथोचित रूप से संतुलित होती हैं जो कोशिका सब्सट्रेट के साथ बनाने में सक्षम होती है इसके विपरीत अगर सिकुड़न अधिक होती है तो क्या होगा सेल अपने सब्सट्रेट पर पूल करेगा सब्सट्रेट उन बलों को कम करने में असमर्थ होगा जो सेल के चक्कर लगा रहे हैं जैसा कि आप यहां इस फेनोटाइप में देखते हैं कि एपोप्टोसिस के मामले में आपके पास ये असंतुलन है कि सिकुड़न का प्रभाव इतना अधिक है कि आसंजन उस पुल को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं इसलिए मोटे तौर पर संक्षेप में जो मैंने अभी तक चर्चा की है आप देखते हैं कि यांत्रिक बलों के लिए सेलुलर प्रतिक्रियाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं और कई बीमारियों में शामिल हैं तो और मैकेनेट्रांसक्शन के लिए आपके पास एक संवेदन मॉड्यूल और एक ट्रांसमिशन मॉड्यूल है तो इनमें से एक या एक से अधिक मॉड्यूल में व्यवधान से रोग संदर्भ को बढ़ावा मिलेगा तो मेकोनोबायोलॉजिकल प्रतिक्रियाओं को प्लाज्मा झिल्ली आसंजनों और साइटोस्केलेटन द्वारा समन्वित किया जाता है ये संरचनाएं साइटोस्केलेटन या फोकल आसंजन वे गतिशील हैं यही कारण है कि गति को सक्षम करता है हालांकि विभिन्न तत्वों के प्रतिक्रिया समय के पैमाने में काफी अंतर हो सकता है तो यह हमें एक व्यापक परिचय के अंत में लाता है जो कि मेकोनोबायोलॉजि है अब मैं गियर स्विच करूँगा और मैं फिर से इन संरचनाओं में से प्रत्येक को देखकर शुरू करता हूं जो विशेष रूप से बाह्य मैट्रिक्स है साइटोस्केलेटन फोकल आसंजन अधिक से अधिक विस्तार से ठीक है तो आवश्यकता पर वापस आ रहे हैं या एक तम्बू के रूप में सेल के हमारे अमूर्तन के लिए आज मैं फर्म जमीन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ शुरू करूंगा और यह फर्म ग्राउंड क्या है फर्म ग्राउंड इस तरह का एक्स्ट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स है

गामा सार्कोग्लाइकॉन की कमी वाली कोशिकाओं के प्रयोगों के समान आप बहुत अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं अगर मेरे पास इस मैट्रिक्स पर बैठा सेल है जो बहुत सारी ताकतों को निकाल रहा है जो इस मैट्रिक्स का समर्थन करने में असमर्थ है तो यह सेल के टूटने का कारण होगा या टुकड़ी सेल का इसलिए बाह्य मैट्रिक्स के गुण जब मैं गुणों को देखता हूं तो न केवल रासायनिक गुण भी इसके भौतिक गुण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं तो ईसीएम सामग्रियों का एक संगठित नेटवर्क है जो प्लाज्मा झिल्ली के तत्काल आसपास के क्षेत्र से परे मौजूद है

तो सेल के बाहर यह किस पर है तो वास्तव में अंदर बोलना या कोशिकाएं पूरी तरह से 3D वातावरण में मौजूद हैं लेकिन उदाहरण के लिए ऐसे मामले भी हैं अगर आप एंडोथेलियम को देखते हैं जहां यह एक सपाट सतह की तरह है तो बाह्य मैट्रिक्स के कुछ कार्य क्या हैं ईसीएम सक्रिय रूप से कोशिकाओं के आकार और गतिविधियों को नियंत्रित करता है यह विभिन्न विकास कारकों को अनुक्रमित करता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि विकास के तथ्य इन विकास कारकों में से कुछ वास्तव में मैट्रिक्स में जुड़े हुए हैं तो आपको अन्य कोशिकाओं द्वारा संकेतों की आवश्यकता होती है ताकि वास्तव में विकास कारकों को साफ किया जा सके और उन्हें जारी किया जा सके और फिर उन्हें सक्रिय किया जा सके और ईसीएम सेल व्यवहार को विनियमित करने वाली विभिन्न भौतिक विशेषताओं के लिए एन्कोड करता है इसलिए यह हमें इस सवाल पर लाता है कि ईसीएम कैसे शुरू करने के लिए आता है और यह आश्चर्यजनक रूप से नहीं है कि सेल अपने ईसीएम का स्राव करता है उदाहरण के लिए संयोजी ऊतक में फाइब्रोब्लास्ट मुख्य कोशिकाओं में से एक है जो कोलेजन के बहुत से स्रावित करता है तो ये कोशिकाओं द्वारा स्रावित मैट्रिक्स के सिर्फ दो योजनाबद्ध हैं तो इस मामले में यह उपास्थि कोशिकाओं द्वारा भर्ती एक मैट्रिक्स है और यह सभी कोशिकाओं को एक साथ इस चटाई में बांधता है जो कोशिकाओं द्वारा स्वयं बुना जाता है यह कौनड्रोसाइट के लिए एक और उदाहरण है और इसके द्वारा स्रावित मैट्रिक्स जो आप इसके चारों ओर देखते हैं वह लाल रक्त कोशिकाएं हैं जो मैट्रिक्स के अंदर नहीं जा सकती हैं जो कौनड्रोसाइट द्वारा स्रावित होता है यह बताता है कि मैट्रिक्स इतना घना है कि ताकना आकार अन्य कोशिकाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित कर सकता है इसलिए इस तरह की मैट्रिक्स कोशिकाओं को प्रवास के लिए प्रतिरोध प्रदान कर सकती है जैसा कि आप बाद में देखेंगे तो यदि आप बाह्य मैट्रिक्स की इस विशेष तस्वीर को देखते हैं तो आप जो कुछ भी पाते हैं वह हैं इसलिए यदि मुझे प्रत्येक फाइबर को लेना है और यह देखना है कि इसे कैसे संरेखित किया जाता है तो मुझे जो मिलेगा वह एक वितरण है जो एक समान है जिसका अर्थ है कि बिना किसी तरजीही दिशा के बिना कई अलग अलग संरेखण में मौजूद फाइबर की संभावना है तो आप की स्थिति हो सकती है इसलिए जिसे मैं एक अलंकृत या पूरी तरह से यादृच्छिक मैट्रिक्स कहता हूं और यह कल्पना करना संभव है कि अगर आपके पास इस तरह के यादृच्छिक मैट्रिक्स पर एक सेल है तो आप क्या पाएंगे कि इन फाइबर से सेल का कोई दिशात्मक क्यू नहीं है तो यह किसी भी दिशा में पलायन करने के लिए समान प्रवृत्ति है इसलिए मैंने जिस तरह से सेल को खींचा है यह देखते हुए कि यह बढ़त और बढ़त इस ओर है सेल इन तीन दिशाओं में से किसी एक को माइग्रेट करने के लिए चुन सकता है तो सेल द्वारा कोई दिशा निर्देश क्यू उपलब्ध नहीं कराया गया है और यदि आप टिशू कल्चर प्लास्टिक पर कोशिकाओं को देखते हैं तो आप आमतौर पर यह कल्पना करेंगे तो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप उन कोशिकाओं द्वारा स्रावित मैट्रिक्स के रूप में जानते हैं जो सब्सट्रेट में जमा हो जाती हैं और कोशिकाएं किसी भी दिशा में पूरी तरह से बेतरतीब ढंग से माइग्रेट कर सकती हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह स्थिति में किस तरह से ध्रुवीकृत है हालाँकि यदि आपके पास एक और स्थिति है तो आप मैट्रिक्स फाइबर को बहुत संरेखित करते हैं तब आप देख सकते हैं कि इन कोशिकाओं में उस दिशा के साथ प्रवास करने की अधिक प्रवृत्ति होती है जिसमें तंतुओं को संरेखित किया जाता है तो आपको जो मिलेगा वह है निरंतर प्रवास बनाम यादृच्छिक प्रवास तो अगर मैं कैसे आकर्षित करूं तो यादृच्छिक प्रवास बनाम लगातार प्रवास के रूप में क्या होगा तो मुझे एक प्रक्षेपवक्र बनाने दें इसलिए अगर मैं व्यक्तिगत कोशिकाओं के प्रक्षेपवक्र बनाता जो बेतरतीब ढंग से पलायन कर रहे हैं तो यह एक विशेष प्रक्षेपवक्र हो सकता है इसलिए जो आप पाते हैं वह व्यक्तिगत प्रक्षेपवक्रों के बीच होता है आपके पास ऐसी स्थिति हो सकती है जहां एक विशेष सेल केंद्र से अधिक दूरी पर चली गई हो जबकि अन्य कोशिकाएं केवल उस स्थिति में बैठी हो सकती हैं जैसे कि यदि आपके पास ऐसी कोशिकाएं हैं जहां प्रक्षेपवक्र इस तरह से दिखते हैं तो आप मेरे साथ सहमत होंगे कि यह प्रवास अधिक स्थायी है अब एक मीट्रिक क्या हो सकता है यह कैसे निर्धारित किया जाए कि क्या सेल द्वारा प्रदर्शित एक माइग्रेशन प्रोफ़ाइल यादृच्छिक या लगातार है इसलिए कई औपचारिकताएं हो सकती हैं यहां केवल इस प्रक्षेपवक्र के बारे में सोचें आइए हम यहां OA कहते हैं और मैं उस दूरी को खींचता हूं जो शुरुआती बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक की अवधि तक चलती है और हम कल्पना करते हैं कि ये दोनों एक ही अवधि के लिए ली गई कोशिकाओं के प्रतिनिधि प्रक्षेपवक्र हैं जो दूसरे शब्दों में कहेंगे हमने 12 घंटों के लिए इन कोशिकाओं के प्रवास पर नज़र रखी है और हमें ये प्रोफ़ाइल मिली हैं तो एक तरीका यह है कि शुद्ध दूरी को ट्रैक करने के लिए कि ये सेल उस अवधि में यात्रा करते हैं इसलिए जब मैं कहता हूं कि केंद्र से शुद्ध दूरी का मतलब सेल कितनी दूर था तो आप कल्पना करेंगे कि इस विशेष मामले में सेल इस मामले की तुलना में अधिक हद तक पलायन करेगा लेकिन यह मूर्खतापूर्ण नहीं है क्योंकि यहां भी आपके पास ऐसे मामले हैं जहां लाल प्रक्षेपवक्र के मामले में यह दूरी बहुत अच्छी हो सकती है इस मामले की तुलना में यथोचित रूप से उच्च हो सकता है इसलिए इसमें बहुत अधिक विविधता है इसलिए कुछ औपचारिकता होनी चाहिए जिसका उपयोग निरंतर प्रवास के प्रकार को बेहतर रूप से निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए इसलिए मैं आज के लिए यहां रुकूंगा और अगली कक्षा में मैं कुछ चर्चा करूंगा कि कैसे हम निरंतर बनाम यादृच्छिक प्रवास की मात्रा निर्धारित कर सकते हैं